इस सत्र में हम पर्यावरण नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो पर्यावरण के नेता कौन हैं पर्यावरण के नेता वे हैं जो अपने स्वयं के अनुभव और नैतिक मूल्यों के प्रकाश में पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हैं और पेशेवर और निजी जीवन में सतत विकास का एहसास करने और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नेतृत्व करने के लिए विशेषज्ञता के अपने क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं यह संयुक्त राष्ट्र दशक की शिक्षा के लिए सतत विकास द्वारा दी गई परिभाषा है दो प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्हें सतत विकास प्राप्त करने की आवश्यकता है जैसे पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक ऐसे लोग जिनकी जीवन शैली का पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़ता है और दूसरे पर्यावरणीय नेता अर्थात जो पर्यावरण के साथ सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाने की क्षमता रखते हैं पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों सेवाओं व्यवसायों प्रौद्योगिकियों और नीतियों के माध्यम से इसलिए हम इसके और विवरणों पर आगे ध्यान देंगे इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें एशिया में सततता एवं भारत में सततता सुनिश्चित करने के लिए भविष्य के पर्यावरणीय नेताओं को बनाना है तो हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिकों और पर्यावरण नेताओं को ध्यान में रखना होगा इसलिए जो पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक हैं वे पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के पुण्य चक्र को अपनाते हैं और पर्यावरण के नेता पर्यावरण के साथ सामंजस्य में सामाजिक आर्थिक प्रणाली विकसित करेंगे इसलिए पर्यावरण के नेता पर्यावरण अर्थव्यवस्था और समाज के समग्र दृष्टिकोण के साथ काम करते हैं इसलिए कि वे सभी नागरिक कार्यकर्ता और सामुदायिक निवास संपूर्ण पर्यावरण के साथ सद्भाव में हैं इसलिए यह केंद्र बिंदु है जहां वे उत्पाद डिजाइन सेवाओं इत्यादि के माध्यम से पर्यावरण के साथ सद्भाव में सामाजिक आर्थिक प्रणाली को एकीकृत करने की कोशिश करते हैं पर्यावरण के नेता कौन हैं और उनके पास क्या है वह है प्रतिबद्धता प्रतिबद्धता ही इसका आधार है सतत विकास के साथ साथ सभी रूपों और जटिलताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना क्योंकि शायद लागत शामिल होने के संदर्भ में इस पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन को अपनाने में चुनौतियां हो सकती हैं उन उत्पादों के लिए कौन भुगतान करने जा रहा है उस लागत को कैसे समाहित किया जाए क्योंकि ये डिज़ाइन अथवा रूपरेखा कहीं न कहीं इसे करने के लिए महंगे हैं फिर ग्राहक उन चीजों के लिए भुगतान करने जा रहे हैं या नहीं ये कुछ व्यावहारिक प्रश्न हैं जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सेवाओं को डिजाइन करते समय इंजीनियरों अथवा अभियंताओं का सामना कर सकते हैं उन्हें अनुसंधान एवं विकास में ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो कुछ निश्चित डिजाइन ला सकता है जिसे कम लागत पर भी उत्पादित किया जा सकता है ये घटनाओं का एक चक्र है और यह चुनौतीपूर्ण घटनाएं हैं लेकिन पहले जो आवश्यक है वह है सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता जैसे कि हम इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो भी बाधाएं सामने आती है तो हमें इन बाधाओं को दूर करने के तरीकों का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए जब आप विशेषज्ञता की बात करते हैं तो यह पर्यावरण कानून व्यवसाय प्रबंधन प्रौद्योगिकी इत्यादि के अलावा अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता है और अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र और पर्यावरण के बीच एक संबंध देखने और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाने की क्षमता है और यही एक उच्च स्तर पर नेतृत्व है अर्थात पर्यावरण संरक्षण के साथ सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए अभिनव विचारों के साथ आने की क्षमता प्रासंगिक लोगों को समझाने सहमति बनाने और एक संगठन को स्थानांतरित करने की क्षमता व्यवसायों नीतियों या प्रौद्योगिकियों का समग्र दृष्टिकोण जो पर्यावरणीय आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण को समाहित करता है सततता अथवा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरों की जिम्मेदारियां क्या हैं यह है लागत लाभ और जोखिम लाभ गणना पर्यावरणीय प्रभाव के संबोधन के अतिरेक घटक हैं पर्यावरण जोखिम का विश्लेषण अक्सर इंजीनियरिंग टीमों की आधिकारिक जिम्मेदारी है उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थायी अथवा सतत विकास के लक्ष्य पूरे हों इस मूल्यांकन परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करते समय इंजीनियरों को ईमानदार होने की आशा की जाती है यदि परियोजना लागू करने की लागत पर्यावरण की सहनशीलता की सीमा से बाहर चली जाती है तो इंजीनियर अथवा अभियंता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी परियोजनाओं को समाप्त कर दिया जाए इंजीनियरिंग गतिविधियों को करते समय मानव समाज की भलाई को सर्वप्रथम प्राथमिकता पर रखा जाना चाहिए केवल उन परियोजनाओं मशीन के उत्पादों को आगे बढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण या मानव समाज की भलाई को कोई नुकसान न हो यहां भी हमें इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि इस तरह पर्यावरण और मानव कल्याण होना चाहिए कभी कभी ऐसा होता है जैसा कि हमने अदृश्य हाथों और सामान्य वर्ग की त्रासदी पर चर्चा की थी कभी कभी आप मानव भलाई के बारे में सोचते हैं लेकिन हम पर्यावरण के अधिकारों और पर्यावरण के अधिकारों की रक्षा करने के अपने कर्तव्यों की अनदेखी करते हैं पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण हितधारक है और उसे उनके उसी रूप में रहने और उससे कम नुकसान पहुंचाने का अधिकार है अब इस बात पर चर्चा हो सकती है कि अगर हम पर्यावरण की देखभाल नहीं कर रहे हैं और हमें संसाधन भी नहीं मिल रहे हैं तो हम अपनी परियोजनाओं इत्यादि के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे पर्यावरण को मानव कल्याण के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए लेकिन यहां हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वह अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण को बनाए रखना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हितधारक है जो अपने उसी अस्तित्व में रहने के लिए अपना अधिकार रखता है अगर हम पर्यावरण का सही तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं तो यह पर्यावरण का अंत हो जाना है और उसके पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाली प्रजातियों का भी अंत हो सकता है और क्याहमें पर्यावरण की देखभाल करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि यह मानव भलाई के लिए एक संसाधन के रूप में प्रदान कर रहा है क्योंकि तब यह प्रश्न उठता है कि मानव कल्याण या पर्यावरण कल्याण इनमें से किसको प्राथमिकता देना है ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हम पर्यावरण की आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर मानव समाज की आवश्यकताएं एवं उनकी भलाई को लेकर अधिक चिंतित हो जाते हैं लेकिन जब हम पर्यावरणीय नैतिकता पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पर्यावरण की देखभाल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है और यह पर्यावरण के प्रति एक देखभाल का दृष्टिकोण है जो मानव और पर्यावरण के एक साथ बड़े पैमाने पर आपसी सह अस्तित्व की बात करता है सह अस्तित्व यह ऊर्जा ऐसी होनी चाहिए जो वर्तमान और भविष्य के लिए एक संतुलित सह अस्तित्व हो अगर यह आवश्यक है कि उत्पादों और सेवाओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाए जो मानव समृद्धि और भलाई की ओर केंद्रित हो तो यह फिर हम में से एक जिम्मेदारी का हिस्सा है कि हम उन नुकसान की भरपाई करें जो नुकसान हमने पर्यावरण को प्रदान किया है और इस तरह के उत्पाद प्रक्रिया अथवा डिजाइनों को अपनाएं जो पर्यावरण को कम नुकसान कर रहे हैं और पर्यावरण का कम शोषण कर रहे हैं और हमें अपने अंतिम उत्पाद भी मिल रहे हैं यह चुनौतीपूर्ण है लेकिन नैतिक और पर्यावरणीय नेतृत्व के लिए स्थिरता अथवा सततता विकास के लिए प्रतिबद्धता निहित है तो कुछ कानून हैं जो इस दिशा में मार्गदर्शन करते हैं कि हमें पर्यावरण में निहित संस्थाओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम 1969 व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिनियम 1970 स्वच्छ वायु अधिनियम 1970 स्वच्छ जल अधिनियम 1972 विषाक्त पदार्थ नियंत्रण अधिनियम 1976 इसलिए प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसलिए हम देखते हैं कि स्थानीय और राज्य स्तर पर समुदायों की विशेष जिम्मेदारी है कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों और इसकी सुंदरता का संरक्षण करें प्राकृतिक घटनाओं को रोकने के लिए उनकी विशेष जिम्मेदारी है जैसे कि तूफान बाढ़ आग और भूकंप आपदाओं से आपदाओं को रोकने या कम करने के लिए समुदायों द्वारा उपाय किए जाने वाले उपायों के चार तरीके हैं उदाहरण के लिए बाढ़ के मैदानों में घर नहीं बनने चाहिए प्रेयरी देश में घरों में चक्रवात तूफानों से बचने का आश्रय घर होना चाहिए भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी को स्थिर किया जाना चाहिए संरचना को भूकंप का और खराब मौसम का सामना करने में सक्षम होना चाहिए गैर ज्वलनशील पदार्थों से छत को ढंकना चाहिए और छतों का झुकाव इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि उड़ते हुए पदार्थ एवं वस्तुएं उनमें फंस न जाएं इसलिए ये कुछ उपाय थे और हमें उस तरीके को बदलने पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिस पर लागत का अनुमान किया जाता है क्योंकि हम जो भी गतिविधि कर रहे हैं उसकी एक लागत शामिल है और उस गतिविधि के लिए सामाजिक लागत है हालांकि कहीं न कहीं उत्पाद की अंतिम कीमत में हमें उन लागतों को भी खरीदने की आवश्यकता है तो क्या लागत उत्पादन प्रक्रिया और अंतिम मूल्य की तरह परिलक्षित होती है जो हम इसके लिए भुगतान कर रहे हैं इसलिए कास्टिंग लागत को तय करने के तरीके को बदलने की आवश्यकता है यह न केवल जागरूकता बढ़ाने के लिए होगा बल्कि किसी भी परियोजनाओं को पारित करने या शुरू करने के दौरान इंजीनियरों के चिंतन करने के लिए भी होगा मूल रूप से क्या होता है केवल श्रम सामग्री और सुविधाओं के उपयोग की प्रत्यक्ष लागत शामिल है लेकिन अन्य लागत भी हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है इसमें प्रदूषण के प्रभाव ऊर्जा की कमी और कच्चे माल अपशिष्ट उत्पादों का निपटान भी शामिल हैं और यह एक अधिक स्थायी अभिविन्यास होगा और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इसके लिए कौन भुगतान करने जा रहा है कभी कभी यदि हमारे द्वारा उत्पादित किए जा रहे उत्पादों से पानी प्रदूषित हो जाता है और हम अपने आद्योगिक अपषिस्ट को नदी की धारा में प्रवाहित कर रहे हैं और नदी बह रही है और और औद्योगिक इकाई जहां पर है वहां से बहुत दूर रहने वाले लोग और वहां का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है नदी मछलियाँ पौधे उगने से खरपतवार इत्यादि सभी प्रभावित हो जाते हैं यह एक बड़ी सामाजिक लागत है ये सभी लोग उत्पाद और इन मछलियों और पौधों खरपतवारों का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं वे उत्पाद का स्वाद भी नहीं लेते हैं लेकिन वे इस उत्पादन के दर्द को सहन कर रहे हैं फिर वास्तव में इसके लिए किसे उत्तरदायी माने यह एक सवाल है एवं डिजाइन कैसे पसंद करें और अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारण कैसे करें क्योंकि वे इसके जिम्मेदारी वाले हिस्से को साझा कर रहे हैं वे इसका लाभ प्राप्त किए बिना भी इसकी लागत का भुगतान कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल कैसे रखा जाए कि इसे कैसे संतुलित किया जाए और कौन इसके लिए भुगतान करने वाला है और इसके लिए ध्यान कैसे रखें ये ऐसे सवाल हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है जब ऐसी वस्तुओं की लागत का निर्णय लिया जाए I हमें सामाजिक सक्रियता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोगों को पर्यावरण के अधिकारों और आपसी सह अस्तित्व के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके जिसे पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित सभी तत्व के लिए लाभकारी हो I चेतन नागरिकों द्वारा सामाजिक सक्रियता के प्रयोग ने सामान्य व्यक्तियों में जानकारी उपलब्ध कराई है I उदाहरण के लिए राहेल कार्सन शेरवुड रोलैंड को बिना सीमाओं के एक इंजीनियर की तरह माना गया हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्यावरण आंदोलन की कई जड़ें हैं लेकिन इसके उत्प्रेरक रेचल कार्सन थे जिन्होंने1962 में अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग प्रकाशित की कार्सन ने एक अत्यंत जरूरी घटना चक्र बनाया कि कीटनाशक विशेष रूप से डीडीटी में अपने इच्छित लक्ष्य कीटों से अलग अन्य प्राणियों को मार रहे थे डीडीटी एक व्यापक स्पेक्ट्रम और अत्यधिक विषैला कीटनाशक है जो विभिन्न प्रकार के कीड़ों को मारता है यह वसा में घुलनशील होने के कारण पर्यावरण में भी बना रहता है और इसलिए जानवरों के ऊतकों में घुलता है लेकिन पानी में घुलनशील नहीं है ताकि यह जीव से बाहर नहीं बहता है परिणाम स्वरूप डीडीटी सभी स्तरों पर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है और अपनी श्रृंखला के उच्च अंत में जानवरों में भी पाया जाता है बढ़ती हुई सांद्रता के साथ तो हम यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवो पर कीटनाशकों के प्रभाव को कहाँ पाते हैं यह किसके लिए है और वे इसका दर्द सहन कर रहे हैं जिन पर यह नहीं होना चाहिए और तब इंजीनियरों एवं डिजाइन कर्ताओं की ज़िम्मेदारी क्या है इसे लक्षित करने वाले समूह के लिए विशिष्ट बनाने पर एवं इसका उद्देश्य उस नुकसान के इस हिस्से को कम करना जो बड़े पैमाने पर पर्यावरण पर होता है और अन्य हितधारकों के लिए भी एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ I इसलिए इसके साथ हम इस सत्र के अंत में आ गए और हम आपको इस चर्चा के लिए धन्यवाद देते हैं और हम आपसे अगली चर्चाओं में फिर से मिलने की उम्मीद करते हैं जो इंजीनियरिंग अभ्यास में नैतिक मुद्दों से संबंधित आने वाले मुद्दों पर केंद्रित होगी I धन्यवाद